तो इसका मतलब है की हमने न केवल संधारित्र की मान प्राप्त की बल्कि हमने यह भी पता लगाया की वास्तव में संधारित्र द्वारा कितना VAR की आपूर्ति की गई ठीक और यह 68 के परिणाम को सत्यापित करने के लाइन हमने क्रॉस चेक भी किया की यह आ रही है या नही यहाँ यह 688 आ रही हैलेकिन यहाँ 68 आ रही है लेकिन यह ज्यादा अंतर नही हैकेवल दशमलव स्थान का अंतर हैयदि आप पहले सभी गणनाओं को 4 दशमलव स्थानों तक लेकर गणना करते तो मतलब सभी जगह ठीक यहाँ उदाहरण के लिए मैंने दशमलव स्थानों के बाद केवल 1 अंक तक ही ले लिया है यदि आप थोड़ा अधिक लेते हैं तो मेरा मतलब है कि 3 या 4 दशमलव स्थानों तक लेते तो आप पाएंगे कि यह दोनों बराबर हैंलगभग बराबर ठीक संख्यात्मक समस्या के कारण क्योंकि बहुत सारे दशमलव स्थानों के कारण अगर आप बहुत करीब मान डालते है तो आप समीप मान प्राप्त करेंगे है लेकिन इस स्रोत से मतलब आपकी गणना सही है ठीक और X मेरा मतलब है कि इस आरेख से यदि आप इस आरेख को देखते है तो आपका XC वास्तव में VRIC के बराबर है ठीक तो इस चीज को हम यहाँ प्रयोग करते हैयहाँ हमने VRIC का प्रयोग किया है IC आपका jC j14813 परिमाण था तो इससे आप गणना कर सकते है आप देख सकते है की आपका परिणाम सही है तो मुख्य रूप से आप न केवल संधारित्र यह आपका पॉवर है आप सभी आप सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और पॉवर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं आपको यह देखना है कि वास्तव में शंट कैपेसिटर द्वारा VAR की आपूर्ति कितनी है ठीक तो मैं आशा करता हुं की यह भाग आपको समझ में आ गया होगा अब दक्षता दक्षता ट्रांसमिशन लाइन के मामले में Efficiencyoutputoutputlosses आउटपुट 4500 किलोवाट है हम केवल किलोवाट में ले रहे है या रख रहे है तो4500 तब I2R 5 पहली स्थिति में 551472 039विभाजित 100 या 10 3 तो यह भी किलोवाट है यह शब्द भी किलोवाट में हैतो दक्षता 9743 ठीक और जब आप शंट संधारित्र को जोड़ते हो तो उस समय पर धारा 47756 039 था और इसे किलोवाट में बदला गया है तो गुणा 10 3 तो यह 9806 है इसका मतलब यह है की जब आप शंट संधारित्र को ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ते हो तो दक्षता कुछ हद तक बढ़ जाती हैठीक तो यह विचार है तो इस संख्यात्मक हमने सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए माना है अब हमने तीन फेज का उदाहरण लिया है यह उदाहरण 2 है तो हमने तीन फेज ट्रांसमिशन लाइन को लिया है ठीक तो जब आप यह सब पढ़ रहे हैंतो इसके लिए हमने पहले क्या माना है कि हम पहले सभी थ्योरी को पढेंगे तब 567 उदाहरण करेंगे फिर थ्योरी पढेंगे हम सभी प्रकार की समस्याओं को देखेंगे ताकि आप जान सकें आप सभी कुछ जानेंगे कि यह चीजें कैसे दी गई है ठीक है हमारे पास 5 या 6 उदाहरण है ताकि इससे सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ सकेठीक तोदूसरे उदाहरण में 220 KV तीन फेज ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 60 किलोमीटर लंबी हैप्रतिरोध 015 ओमΩ प्रति किलोमीटर है और इंडक्टेंस 14 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर हैतो शॉर्ट लाइन मॉडल का प्रयोग करके सेंडिंग एंड पर वोल्टेज और पावर पता करना है और वोल्टेज विनियमन और दक्षता पता करना है जब लाइन 220 KV पर 08 पॉवर फैक्टर लैगिंग पर एक तीन फेज 300 MVA भार की आपूर्ति कर रही है और दूसरी 220 KV पर 08 पॉवर फैक्टर लीडिंग भार पर 300 MVA की आपूर्ति कर रही हैठीक तो आपको मूल रूप से सेंडिंग एंड पावर को पता करना है वोल्टेज और पॉवर सेंडिंग एंड पर और विनियमन और दक्षता तो आप इसे कैसे पता करेंगे R60 किलोमीटर लंबी है तो यह छोटी लाइन है तो हमें चार्जिंग एडमिटेन्स लेने की जरुरत नही है तो R 015 60 तो यह 015 प्रति किलोमीटर Ω है तो 9Ω ओम होगीf 50 हर्ज है ठीक क्योंकि यहां आवृत्ति को नहीं दिया गया है तो हमने आवृत्ति को 50 लिया है ठीक और X बराबर 2πfऔर आपका इंडक्टेंस L l यहाँ 1 दिया है तो ωl तो 14 10 3 60 किलोमीटर प्रति लम्बाई जो की 2639Ω ठीक अब भाग थोड़ा रुकिए तो रिसिविंग एंड वोल्टेज प्रति फेज VR बराबर सभी एक चीज सुने जब आप तीन फेज समस्या को हल करते है तो जब भी आप सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के संबंध का प्रयोग करते है तो आप इस सभी चीज को प्रति फेज के आधार पर बदलकर हल करोगे ठीक है तो यह आपको जानना चाहिए तोVR 2203∟0 तो127 कोण 0 डिग्री किलोवोल्ट इसे हमने रेफ़रेंस लिया है तीन फेज एपरेंट पॉवर 08 पॉवर फैक्टर लैगिंग पर 300 MVA है क्योंकि यह दिया गया है जो की लाइन से लाइन वोल्टेज है तो प्रति फेज पावर आपका यह है तो cos 08 है तो बराबर 3687 डिग्री ठीक तो पहले आप S बराबर 300 लिखते हैं और यह P j Q है तो कोण 3687 डिग्री बराबर 240 j 180 ठीक एक चीज सुनें जब भी आप धारा लिख रहे है तो उस समय यह माइनस है लेकिन जब आप पॉवर लिखते है तो यह वास्तव में P j Q होना चाहिए यह कन्वेंशन हैइसका मतलब आपको यह प्लस लिखना है जो पॉवर के साथ लैगिंग कोण को बताता है मुझे लगता है कि हमने आपको कहीं शुरू में बताया होगा जब भार जुड़ा होगायदि कही भार जुड़ा हुआ है तो यह आपका भार है यह P j Qहोगा यदि Q 0है तो भार पॉवर को उपभोग कर रहा हैइसे लैगिंग भार कहते है ठीक अगर Q 0 है तो यह यूनिटी पॉवर फैक्टर भार है और यदि Q0 है तो यह लीडिंग पॉवर फैक्टर भार है ठीक तो यह कन्वेंशन है लेकिन जेनरेटर ठीक इसके विपरीत है क्योंकि पॉवर जनरेट करता है ठीक इसलिए जब Q 0 यानि कि Q पॉजिटिव है इसका मतलब है यह लैगिंग लोड है यही कारण है कि यहां 240 j 180 है तो Q आपकी धनात्मक हैं तो यह लैगिंग भार है तो ऋणात्मक मत लिखो यदि आप ऋणात्मक लिखते हैं तो यह गलत होगा क्योंकि यह लीडिंग लोड होगा तो यह कन्वेंशन है जब आप P j Q लिखते हो तो यहाँ Q 0 है और लैगिंग लोड है यदि Q 0 है तो यह यूनिटी पॉवर फैक्टर लोड है और यदि Q ऋणात्मक है मतलब 0 से कम है तो यह लीडिंग पावर फैक्टर लोड में होगा तो इस स्थिति में यह अलग है ठीक यह लैगिंग पावर फैक्टर लोड 08 पावर फैक्टर लैगिंग है इसलिए यही कारण है कि 300 कोण 3687 डिग्री जो 240 j180 के बराबर है और ब्रैकेट में हम MVA लिख रहे हैं क्योंकि यह मेगावाट है यह मेगा VAR है जब आप इसे जोड़ते हैं तो आप MVA लिख सकते हैंउम्मीद है कि यह समझ में आपको आया होगा अगला मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे तो यहां माइनस नहीं लिखे नही तो यह गलती होगा ठीक लैगिंग लोड का मतलब है कि Q भाग धनात्मक होगा अब धारा प्रति फेज IR S3VRदिया गया है जिसे हमने देखा है और अब हम धारा प्रति फेज बना रहे हैं यही कारण है कि यह 3 फेज पावर 300 को हमने 3से विभाजित किया है इसलिए S कंजुगेट भागा 3 गुणा VR कंजुगेट लिखा है इस चीज को मैं आशा करता हूँ आप इसे जान पाएंगे उदाहरण के लिएयह कंजुगेट जब लोड फ्लो अध्ययन करेंगे तोसभी ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरस्टिक्स परफॉर्मेंस और विशेषता को समाप्त करने के बाद में हम लोड फ्लो पर आयेंगेलेकिन सवाल यह है कि आपको यह कंजुगेट बात स्पष्ट होनी चाहिए उदाहरण के लिए मान लो कि आपको दिया गया हैकेवल समझाने के लिए मैं उदाहरण लिया की आपको वोल्टेज बराबर 50 कोण 15 डिग्री है तो यह लीडिंग है और मान लो I बराबर आपको 5 और कुछ कोण मान लो माइनस 35 डिग्री आपको दिया है ठीक है तो आपको P और Q का पता लगाना हैतो कैसे पता लगाओगे तो रेफ़रेंस लाइन लो और वहां से यह आपका V 50 के बराबर है यह 50 वोल्ट है और यह 15 डिग्री है ठीक और इस तरफ यह धारा I 5 एम्पीयर है यह आपकी संदर्भ रेखा है और यह इस तरफ धारा 30 डिग्री है फिर वोल्टेज और धारा के बीच का कोण क्या है यह है 150 300 450 ठीक है इसका मतलब है कि कंजुगेट शब्द वहाँ खुद से आता है ठीक है इसीलिए हम P j Q V I लिखते हैं या कभी कभी हम P j Q VI लिखते है लेकिन आम तौर पर हमारे पावर सिस्टम के अध्ययन में हम V I आसान विश्लेषण के लिए लेते हैआपके गणितीय व्युत्पत्ति को सरल करने के लिए ठीक है तो P - jQ V I यह कंजुगेट वास्तव में पावर फैक्टर को कैप्चर करने के लिए है वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को कैप्चर करना है जो कि पावर फैक्टर कोण है तो यही कारण है कि यह 45 डिग्री है और यही कारण है कि P - jQ V I मेरा मतलब है कि P jQ आपका V कंजुगेट V आपका 50 दिया है और कोण 15 डिग्री है तो कंजुगेट 50 कोण माइनस 15 डिग्री गुणा 5 और माइनस 30 डिग्री होगा जो कि 250 कोण माइनस 45 डिग्री के बराबर है इसका मतलब है किP 250 450 और Q 250 sin 450 क्योंकि यह 250 cos 450 j250sin 450 है तो P 250 cos 45 हो जाएगा 250 यानि कि 2502 वॉट हो जाएगा और यह 2502VAR हो जाएगा ठीक है इसलिए यह कंजुगेट आता है जो कि P j Q V I हैठीक इसीलिए यहाँ P माइनस जब हम ले रहे हैं तो हम वास्तव में P j Q ले रहे हैं जो कि S है जो आपका VI कंजुगेट है और अब यदि आप दोनों तरफ संयुग्म लेते हैं तो S संयुग्म P j Q V I के बराबर है जिसका अर्थ है आपका S V I ठीक अर्थात आपका I SV ठीक है तो इसीलिए आप इस बातों को लिख रहे हैं यह IR SVRहै यह 3 प्रति चरण के कारण आता है अगर यदि यह प्रति फेज है तो 3 वहां नही होगा लेकिन यह 3 फेज है जिसके कारण SVRहै यह ठीक है मुझे आशा है कि आप इसे समझ चुके है यदि आप इस अवधारणा को समझ गए हैं तो सब कुछ समझ आ जाएगी तो यह रेफ़रेंस रेखा है जिसके अनुसार आप कुछ संदर्भ रेखा खींचते हैं जो आपको लेनी है और देखना है कि वोल्टेज और धारा के बीच का कोण क्या है जो कि पावर फैक्टर कोण है तो यह संयुग्म वास्तव में पावर फैक्टर कोण को कैप्चर के लिए आता है जिसका अर्थ है वोल्टेज और धारा के बीच का कोण तो इसीलिए इसके बाद अपने S संयुग्म को प्रति स्थापित करें जो कि 300 कोण माइनस 3687 डिग्री है और 3 गुणा VR है VR 127 कोण 0 डिग्री KV के बराबर है इसलिए इसका संयुग्म 127 कोण 0 के बराबर ही है तो यह वास्तव में 7874∟ 36860 एम्पीयर आती है ठीक यह रिसीविंग एंड धारा है ठीक है अब समीकरण 6 से यह संबंध समीकरण 6 से है तो समीकरण 6 से सेंडिंग एंड वोल्टेज VS का परिमाण R cos RX sin R के बराबर है तो VR 127 KV परिमाण ज्ञात है I की परिमाण 7874 एम्पीयरहै आप इसे किलो एम्पीयर में 07874 किलो एम्पीयर लिख सकते हैं क्योंकि हमे यहां यह सभी चीजें रखनी है KV R 9 Ω X 2639 Ω यह Z मापदंड दिए गया हैं तो सभी को हमे गणना करनी है तो cosR 08 है और sinR 06 है ठीक तो VS VR हम इसे किलोवोल्ट में रखा हूयह आपकी धारा है जिसे हमने किलो एम्पीयर में रखा हैठीक हमने इसे किलो एम्पीयर में बदला है तो 07874 यह सभी मात्रा ब्रैकेट में है तो VS का परिमाण 14513 किलोवोल्ट आ रहा है इसलिए यह VS लाइन से लाइन 314513जो की 25137 किलोवोल्ट के बराबर आता है तो यह सेंडिंग एंड वोल्टेज है ठीक है इसलिए इसलिए वोल्टेज विनियमन VS - VR के बराबर है मैंने 100 को छोर दिया है इसलिए मैं यहां यह 100 से गुणा कर दिया है और VR से विभाजित है तो आप VS और VR परिमाण को प्रति स्थापित करते हैं और यह वोल्टेज विनियमन गणना आप 3 फेज में कर सकते हैं और इसे आप प्रति चरण में भी बदल सकते हैं इसका उत्तर भी वही रहेगा यदि आप 3 से विभाजित करते हैं तो यह भी 3 से विभाजित होता है यह भी 3द्वारा विभाजित किया जाएगा यह भी 3 से विभाजित है तो भी आपका उत्तर सामान ही रहेगा तो अब यह 100 से गुणा करने पर आपको 1426 मिलेगा मेरा आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि यह सब गणना मैंने की है यदि किसी भी गणना में आपको कही त्रुटि मिलती हैं तो आप मुझे मेल कर सकते है और अब पॉवर कि हानि धारा की वर्ग गुणा R के परिमाण के बराबर है मेरा मतलब है कि इसका मतलब यह है कि 78742 9 R 10 6 का मतलब है कि आपने मेगावाट में बदल दिया है यह वाट है जो कि 10 6 गुणा 10 6 से विभाजित है इसलिए हमने मेगावाट में परिवर्तित किया हैंतो यह 558 मेगावाट हो जाएगा ठीक इसलिए PR जो कि प्रति फेज रिसीविंग एंड पॉवर है 300 MVA के बराबर है तो300 MVA 3 फेज पॉवर है इसलिए प्रति फेज पॉवर के लिए 3 से विभाजित किया गया है इसलिए प्रति फेज पॉवर गुणा cosφ 08 है तो 80 मेगावाट हो जायेगा ठीक है इसी प्रकार PS प्रति फेज सेंडिंग एंड पावर रिसीविंग एंड प्रति फेज पॉवर प्लस P लॉस के बराबर है अतः 80 558 यानी 8558 मेगावाट ठीक है इसलिए आप जिसे दक्षता कहते हैंयह भाग PRPSके बराबर होता है तो 808558तो गणना करने के बाद 9348 आती है यह आउटपुट है यह रिसीविंग एंड पॉवर है मतलब आउटपुट पॉवर और यह सेंडिंग एंड पॉवर है मतलब इनपुट पॉवर तो 808558100जो कि 9348 के बराबर आती है यह दक्षता है अब भाग भाग वास्तव में 3 VR IR 300 है यह 3 फेज MVA है तो मेरा VR 220 KV है IR 7874 एम्पियर है ठीक तो आप समीकरण 6 से गणना कर सकते हैं समीकरण 6 से सेंडिंग एंड वोल्टेज का परिमाण यह आपका संबंध है VS VR प्लस I फिर से मैं मोड नही दे रहा हू यह परिमाण है जो समझने योग्य है IRcos RXsin R तो सभी को प्रति फेज मान के अनुसार प्रति स्थापित करें तोआपके VR का परिमाण दिया हुआ है के I का परिमाण किलो एम्पीयर में दिया गया है हमने R X को ज्ञात कोसाइन और ज्ञात साइन के रूप में परिवर्तित किया है अगला आपका है तो यह3 VRIR 300 VR 220 KV है तो यह IR है अब यह लोड है जो 08 पॉवर फैक्टर लीडिंग है ठीक इसलिएपिछला पृष्ठ में लीडिंग रखा है ठीक लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए समीकरण को 6 को इस रूप मे लिखा जा सकता है इसलिए लीडिंग पॉवर फैक्टर के रूप में मैंने आपको बताया था कि यह संकेत माइनस होगा और बाकी वही रहेगा तो VS 127 प्लस यह के बराबर है इसलिए परिमाण VS 1202 KV है यह आपका फेज वोल्टेज है लाइन से न्यूट्रल ठीक इसलिए VS लाइन से लाइन 31202 KV के बराबर है जो कि 2082 KV है तो वोल्टेज नियमन है सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज तो माइनस 536 प्राप्त होगी मतलब है कि लीडिंग पावर फैक्टर के लिए विनियमन ऋणात्मक है इसका मतलब है आप रिसीविंग एंड वोल्टेज वास्तव में सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक प्राप्त पाओगे हमने जो भी पावर फैक्टर चुना है और प्रति फेज वास्तविक पॉवर लॉस 78742 9 10 6 के बराबर है जो 558 मेगावाट हैठीक यह PR प्रति फेज रिसीविंग एंड पॉवर है जो कि 80 मेगावाट हैठीक इसलिए प्रति फेज सेंडिंग एंड पॉवर PS PR PLossआसानी से आप गणना कर सकते हैं तोPS इसके बराबर है और दक्षता PRPSके बराबर है जो कि808558है इसलिए 9347 होगा ठीक तो यह आपकी दक्षता कहलाता हैं अब लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आप देख सकते हैं कि यह हमेशा नहीं होता है लेकिन इस स्थिति में विनियमन ऋणात्मक है अब अगला उदाहरण देखते है एक 3 फेज 150 किलो मीटर लंबी 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता और विनियमन को प्राप्त करना जो 20 मेगावाट 08 लैगिंग के पावर फैक्टर पर और 66 KV एक संतुलित लोड को वितरित करता है लाइन का प्रतिरोध 0075 ओम प्रति किलो मीटर157 बाहर व्यास सामान रूप से केंद्र के बीच 2 मीटर की बराबर दूरी पर स्थित है नॉमिनल विधि का उपयोग करना है इसका मतलब है आपको यहां इंडक्टेनस और कैपेसिटेंस कि गणना करनी है तो यह समस्या दी गई है जैसा कि आप इस रिकॉर्डिंग बात को सुन रहे है तोयदि थोड़ी सी त्रुटि गणना की त्रुटि कक्षाओं के छात्रों में थोड़ी सी भी त्रुटि या त्रुटि को सही किया जा सकता हैसब कुछ हम ठीक कर सकते हैं लेकिन इस स्थिति में यहाँ जो कुछ भी मैं बता रहा हूं अगर कोई त्रुटि होती है जैसे कि इस व्यास की गणना करने में तो आप कृपया हमे सूचित करें क्योंकि यह रिकार्डेड हैठीक है तो अब हम इस समस्या पर आते हैयह R को जब आप सब कुछ दिए हुए है के अनुसार बदलेंगे तो यह 1125Ω हो जाएगा क्योंकि यह डेटा दिया गया है कंडक्टर का व्यास 15 सेंटीमीटर है इसलिए त्रिज्या 075 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी तो r 00075 मीटर दूरी 2 मीटर समान रूप से है ठीक तो इस सूत्र से यह हमने पहले ही अध्याय में निकाला है L210 7गुणा यह 150 किलोमीटर तो 150 गुणा 1000 मीटर में ठीक नेचुरल log ln 2 जो कि बाहरी व्यास के समतुल्य है तो यह d 2 मीटर है तो r बराबर d भागा 2 और तो यह r 00075 आया है ठीक है तो01675 हेनरी आ रहा है और इस X 2πfगुणा L के बराबर है तो X 5262 ओम आता है इसी तरह यह 150 किलो मीटर लंबी लाइन है तो आपको चार्जिंग कैपेसिटेंस पर विचार करना होगा तो सीधे आप अपने कैपेसिटेंस के अध्याय में जाएँयह 20है तो 2 गुणा 8854 10 12 फराड प्रति मीटर यह 0है भागा नेचुरल लॉग ln 200075 00075 00075 150 1000 और यह गणना के बाद 149 माइक्रो फैराड आता है और आपका चार्जिंग एडमिटेन्स Y jωC के बराबर है तो इसका मतलब है कि Y j 2f 1449 यह माइक्रो फैराड है के बराबर है 10 6 यह मओह है मैं सीमेंस नहीं लिख रहा हूं यहां मैं हर जगह मओह बना रहा हूं तो Y j 4 68 10 6 mho ठीकसही इसलिए Y2j 23410 6 mho अब Z R j X R इतना है यह X है53809∟7790 Ω अब3VR यह लाइन से लाइन है जिसे मैंने हरे रंग से चिह्नित किया है 3VR लाइन से लाइन IR cos φP201000 ठीक जब तो इसका मतलब है कि 366IR परिमाण बराबर 20000 है तो जिससे हम 08 पावर फैक्टर लैगिंग पर IR 2 187 एम्पीयर प्राप्त करते है इसलिए रिसीविंग एंड वोल्टेज VR प्रति फेज 663 KV होगा जो कि गणना के बाद 38104 KV प्राप्त होता हैयह रिसीविंग एंड वोल्टेज VR हैठीक समीकरण 15 से आप जानते हो कि VS1ZY2VRZIR होता है ठीक तो लैगिंग धारा IR ज्ञात है जो कि 2187∟ 36860 एम्पीयर है तो इसे किलो एम्पीयर में 02187 बदला गया है और यह कोण किलो एम्पीयर है अब VR 38104 कोण ज़ीरो डिग्री KVके बराबर है इसलिए Z और Y दोनों ने यहां गणना की तोZY2आप इसे बनाते हैं क्योंकि 1ZY2 ZY2 आप गणना करते हैं तो आपको यह प्राप्त होगा ठीक 00123 j000264 इसलिए VS इस 1 के बराबर है 1 ZY2क्योंकि यह माइनस आ रही है 1 आपका ZY2 तोZY2इतना आ रहा है तो 1 00123 j000264 गुणा VR करें यह 38104 कोण 0 डिग्री प्लस Z गुणा IR तो यह Z है और यह आपका IR है हालांकि यह किलो एम्पीयर है तो यह कमी भी किलो वोल्ट बन जाएगी तो VS बराबर 4715∟9540 किलो वोल्ट आ रहा है यह आपका VS हैठीक इसलिए VS लाइन से लाइन 3 4715 कोण 954 डिग्री के बराबर है तो यह 8166 है यह 80 कोण 954 डिग्री KV है तो समीकरण 9 का उपयोग करते हुएजब आपके चार्जिंग कैपेसिटेंस को उस समय पर नही लिया गया है तो उस समय VS VRVR था और उस समय हमने समीकरण 9 को व्युत्पन्न किया है जहां शॉर्ट लाइन के कारण A 1 था लेकिन यहां यह नहीं है तो समीकरण 9 का उपयोग करके हम मोड VS भागा मोड A माइनस मोड VR भागा मोड़ VR लिख सकते है ठीक तोमोड A आप आसानी से गणना कर सकते हैं वास्तव में A 1ZY2के बराबर है तो यह शब्द वास्तव में गणना करना है और इसके द्वारा वास्तव में इस ब्रैकेट शब्द A का पता लगाना है इसलिए आप गणना करते हैं तो यह मॉडल इसका मोड 09877 माइनस 66 भागा 66 तो यह 2526 वोल्टेज विनियमन आता है अब प्रति फेज पॉवर लॉस I2 R के परिमाण के बराबर होता है इसलिए सभी मानों को प्रति स्थापित करें और इसे मेगावाट में परिवर्तित करें तो यही कारण है कि 10 6 से गुणा किया जाता है तो 0538 मेगावाट इसलिए प्रति फेज रिसीविंग एंड पॉवर 203 मेगावाट और प्रति फेज सेंडिंग एंड पॉवर रिसीविंग एंड पॉवर प्लस लॉस मतलब 2030538 मेगावाट ठीक तोPS 720 है दक्षता PRPS के बराबर है इसलिए 20372049254 ठीक तो आपकी दक्षता हैं अगला 2 उदाहरण यह है कि तीन फेज का सेंडिंग एंड पर वोल्टेज धारा और पावर फैक्टर को निर्धारित करना है यह एक और प्रकार की समस्या है 50 हर्ट्ज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 160 किलो मीटर लंबी 08 पावर फैक्टर लैगिंग पर 100 MVA का लोड देती है और 132 KV एक संतुलित लोड है प्रति किलो मीटर प्रतिरोध 016 ओम दिया गया है और प्रति किलो मीटर इंडक्टेंस 12 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस प्रति किलो मीटर प्रति कंडक्टर 00082 माइक्रो फैराड दिया गया है आपको नॉमिनल विधि का उपयोग करना है क्योंकि लाइन 160 किलो मीटर लंबी हैठीक तो इस स्थिति में आप R की गणना करते हैं यह 256 ओम हो जाएगा X आप गणना करते हैं तो यह 603Ω हो जाएगा अब यह सारी बातें दोहराई जा रही हैं क्योंकि अब समझने योग्य है Y आपके 00072 माइक्रो फैराड दिया गया है और यह 50 हर्ट्ज है जिसे आप आवृत्ति कहते हैं तोलाइन की लंबाई 160 किलो मीटर है तो आपको j412 10 4 mho मिलेगा मैं सीमेंस का उपयोग नहीं कर रहा हूंमैं महो का उपयोग कर रहा हू Z R j X है ठीक और यह लाइन कोण का आपका प्रति बाधा 67 डिग्रीठीक है अब रिसीविंग एंड पर प्रति फेज वोल्टेज VR 1323 के बराबर है तो 7621 कोण 0 डिग्री KV क्योंकि यह दिया गया हैठीक रिसीविंग एंड धारा IR आपके मूल रूप से यह आपका है जिसे आप कहते हैं इसे MVA रख रहा है तो इस तरफ यह IR 3 हैं यह आपका है 100 MVA दिया गया है तो यह वोल्ट एम्पीयर बना रहा है और यह 132 103 है तो किलो वोल्ट को वोल्ट बनाया गया है तो IR 3 13210आपका 103 जो कि गणना करने पर 43738 एम्पीयर आ रहा है आप दूसरे तरीके से भी गणना कर सकते है कोई समस्या नही हैं तो लोड लैगिंग पावर फैक्टर है जो कि 3687 डिग्री है क्योंकि यह 08 है आपकी धारा IR 43738 कोण माइनस 3687 डिग्री एम्पीयर के बराबर है तोयह आपका A B C D मापदंड है जिसे आपको गणना करना है तो पहले आपके पास A 1ZY2 है पहले आप ZY2 की गणना करें यह सब मान डालें आपको यह मान मिलेगा ठीक फिर समीकरण 15 से समीकरण 15 से VS 1ZY2VRZ IR यह सभी को प्रतिस्थपित करे यह वास्तव में वोल्ट 1000 से विभाजित है जो कि यह किलो वोल्ट बनाया गया है और क्योंकि यह किलो वोल्ट में 7621 कोण 0 डिग्री किलो वोल्ट है तो यही कारण है कि यह वोल्ट है क्योंकि यह एम्पीयर में है और यह 1000 से विभाजित है इसलिएVS 10107 कोण 818 डिग्री 18 डिग्री के बराबर है क्षमा करें 018 डिग्री किलो वोल्ट ठीक तो सेंडिंग एंड लाइन वोल्टेज गुणा 3 यह 17005 है और यह कोण हैठीक यह वास्तव में 818 डिग्री हैमेरी लेखन की गलती है और समीकरण 17 से आप गणना करते है IS C VRDIR यह सब चीजें आपको गणना करनी हैं इसलिए मैंने केवल सीधे गणना की है ठीक है इसलिए यदि आप सभी की गणना करते हैं तो यह मान 4094 10 4 हो जाएगा ये वाली और1ZY2इस तरह हो जाएगा ठीक तो आप उस अभिव्यक्ति में स्थानापन्न करते हैं यह सब कुछ जिसे आप प्रति स्थापित करते हैं केवल आप इसे 1000 से विभाजित करके इसे किलो एम्पीयर बनाते हैं इसलिए 1000 से विभाजित किया गया हैठीक क्योंकि यह वोल्टेज वास्तव में किलो वोल्ट में हैठीक है तो आपको 414∟ 3306 एम्पीयर मिलेगा तो अब यह आपकी रेफ़रेंस रेखा है यह वोल्टेज है जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है इसका कोण 818 डिग्री है और यह धारा है यह माइनस 3306 डिग्री है तो यह आपका 3306 है तो आपको सेंडिंग एंड कि पावर फैक्टर का पता लगाना होगा तोसेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड धारा के बीच का कोण 818 3306 डिग्री है तो इसीलिए मैं 818 3306 लिख रहा हूं इसलिए सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कोण 4124 डिग्री है अगर आप इसे इस तरह बनाते हैं और खीचते हैं तो कोई गलती नहीं होगी तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कोसाइन 4124 डिग्री बराबर 0752 ठीक है